सुप्रभात आपका स्वागत है कि मैं डॉ अमनदीप सिंह हूं और इस व्याख्यान में मैं प्लांट सिमुलेशन टेक्नोमैटिक्स ले जाऊंगा मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना पसंद करता हूं मैंने अभी इस मिलिंग प्रक्रिया को खोला है प्रक्रिया के लिए प्रोसेसिंग का समय 1 मिनट है अगर मैंने यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिया तो यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को आयताकार डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में भी जाना जाता है इसलिए यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक शुरुआत और एक स्टॉप है हमारे पास न्यूनतम और अधिकतम मूल्य है और हम यह भी जानते हैं कि मूल्य इन दो मूल्यों के बीच होगा और हमें अधिक जानकारी नहीं है इसलिए यूनिफ़ॉर्म वितरण और त्रिकोणीय वितरण और बीटा वितरण इन्हें कभी कभी जानकारी के अभाव या ज्ञान वितरण की कमी के रूप में जाना जाता है क्योंकि हमारे पास पिछले ज्ञान नहीं हैं हमारे पास बस दो या तीन या पांच या बहुत कम संख्या में अवलोकन हैं और हम नहीं जानते हैं कि यह वितरण क्या होगा हमारे पास बस न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य है हम नहीं जानते कि इसके बीच क्या हो रहा है इसलिए हम सिर्फ इस आयताकार वितरण को चुनते हैं हम जानते हैं कि आयताकार वितरण में सिर्फ ए और बी मूल्य होता है तो यह दिखा रहा है कि क्या हमें इसे इस क्रम में रखना है धारा प्रारंभ और रोक तो मैं बस शुरू और बंद करना होगा और न्यूनतम समय 2 मिनट और अधिकतम समय 3 मिनट है तो यहाँ मैंने अभी शुरू और रोक दिया है और कोई धारा नहीं लगाई है धारा क्या है अगर हम यादृच्छिक संख्याओं के बारे में जानते हैं तो यादृच्छिक संख्याओं का बीज है जब हम सिमुलेशन के बारे में बात करते हैं सिमुलेशन क्या है सिमुलेशन में हम वास्तविकता की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो वास्तविकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह हमारी वास्तविक वास्तविक वस्तुओं या विषयों का प्रतिनिधित्व कर रहा है यह रैंडम नंबर है जिन नंबरों पर आप काम कर रहे हैं तो जहां से हमारा यादृच्छिक संख्या विशिष्ट से शुरू होती है इसलिए वह धारा है उदाहरण के लिए अगर दो प्रक्रियाएँ हैं तो मैंने एक ही स्ट्रीम यहाँ रखी एक ही स्ट्रीम का मतलब है रैंडम नंबर एक ही बीज से शुरू होगा और क्रमिक रैंडम नंबर एक ही होगा उदाहरण के लिए अगर मैं एक प्रक्रिया में बीज मान 2 डालता हूँ और दूसरी प्रक्रिया में बीज मान 2 फिर नौवीं रैंडम संख्या जो पहली प्रक्रिया में चुनी जाती है और दूसरी प्रक्रिया में नौवीं रैंडम संख्या का चयन किया जाता है वे दोनों समान होंगे क्योंकि बीज समान होता है इसलिए क्रमिक रैंडम संख्या समान होगी अच्छी सिमुलेशन प्रक्रिया के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए यादृच्छिक बीज या कम से कम एक अलग बीज लेने की सिफारिश की जाती है अगर हम यहां कोई स्ट्रीम वैल्यू नहीं डालते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप स्ट्रीम स्ट्रीम चुन लेता है मैं किसी भी स्ट्रीम मान में प्रवेश नहीं कर रहा हूं मैंने केवल यूनिफ़ॉर्म वितरण का चयन किया है हम जानते हैं कि न्यूनतम समय 2 होगा 2 बहुत छोटा है मैं कहता हूं कि समय 2 मिनट 50 सेकंड से 3 मिनट तक भिन्न होता है हम जानते हैं कि पहला न्यूनतम है और दूसरा अधिकतम है पहले मैं त्रिकोणीय वितरण के बारे में बात करूंगा त्रिकोणीय वितरण दो यूनिफ़ॉर्म वितरण का योग है दो यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वहां मौजूद हैं यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसका सबसे छोटा मूल्य और सबसे बड़ा मूल्य है और हमें नहीं पता कि क्या होगा लेकिन त्रिभुज वितरण में हमारे तीन मूल्य हैं सबसे छोटा मूल्य सबसे बड़ा और 3 वह मान जो बीच में है लेकिन अधिकतम संख्या के लिए दोहरा रहा है यह है कि मूल्य मोड है की अधिकतम संख्या से दोहरा रहा है क्या मोड है माध्य और माध्यिका की तरह मोड है माध्य केंद्रीय मान माध्य है माध्य मानों का औसत है माध्य केंद्रीय स्थान मान है मोड वह मान है जिसमें अधिकतम आवृत्ति होती है यहाँ हम डाल सकते हैं अगर मैं त्रिभुज वितरण को चुनता हूँ तो यह धारा c a b दिखाता है यहाँ सबसे छोटा मान है b सबसे बड़ा मान है और c वह विधा है जो मान अधिक से अधिक संख्या में दोहरा रहा है जब यह दोहरा रहा है कि मैं पिछले डेटा में पिछले डेटा के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास 5 या 6 अवलोकन हैं मुझे न्यूनतम मूल्य पता है और अधिकतम मूल्य है लेकिन एक मान है जो अधिकतम संख्या को दोहराने की कोशिश कर रहा है मैं चुन सकता हूं त्रिकोणीय वितरण पिछले डेटा के आधार पर यदि मेरे पास अतीत में बहुत अधिक अवलोकन हैं तो मैं सामान्य वितरण चुन सकता हूं अगर यह यहां अच्छा है सामान्य वितरण में मापदंडों के लिए इसका पूछ सामान्य वितरण सांख्यिकीय में यह स्ट्रीम के लिए पूछ रहा है अब यह σ और asking के लिए पूछ रहा है standard औसत या औसत है और µ मानक विचलन है इसके अलावा यह लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए कॉल कर रहा है निचला बाउंड न्यूनतम मान है और ऊपरी बाउंड अधिकतम मूल्य है जिसके भीतर हमारा वितरण झूठ होगा हमें डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर्स गार्गो कचरा इन गारबेज आउट हैं यदि आप सही वितरण करते हैं और आपके पास सही संख्याएँ हैं तो हम सिमुलेशन के परिणाम यथार्थवादी स्थितियों के बहुत करीब हैं इसे सही तरीके से डिजाइन करने के लिए सिस्टम इंजीनियर का काम है अगर मैं इस बार आपको देखूं तो मैं आवेदन का चयन नहीं करता हूं क्योंकि यह आपको दिखा रहा है कि क्या मैं इसे उचित तरीके से नहीं रखता हूं यह धारा µ है you मैं स्ट्रीम का मूल्य दिखा रहा हूं यह सिर्फ फिट है मैं वह मान दिखा रहा था जो २५० है और ३ माध्य का मान है negative से छोटा था यही कारण है कि यह नकारात्मक मूल्य दिखा रहा है यह आवश्यक होने के अलावा किसी अन्य प्रारूप को स्वीकार नहीं करेगा इसलिए मुझे यहां बस निरंतर समय लेने देना चाहिए और इसे ठीक से समझने के लिए बस 1 मिनट करना था मैं आवेदन करूंगा मुझे देखने दें कि क्या मैं इसे प्रतिदिन 8 घंटे चलाता हूं और थ्रूपुट देखने की कोशिश करता हूं यह 1167 है प्रति घंटे 48 है और कुल थ्रूपुट 3894 और प्रतिदिन 8 घंटे है अब यदि मैं प्रसंस्करण समय बदलता हूं तो मैं इस प्रसंस्करण समय को 2 मिनट में बदल दूंगा वास्तविक परिस्थितियों में हम प्रसंस्करण समय को नहीं बदल सकते हैं प्रसंस्करण के साथ इसे लेने के लिए समय लगेगा मिलिंग अगर इसमें 2 मिनट का समय लगता है जब तक कि हम उपकरण नहीं बदलते हैं या हम मशीन बदलते हैं या हमारे पास सीएनसी मशीन है या हमारे पास उन्नत मशीन नहीं है लेकिन प्रसंस्करण समय पर अधिक काम करते हैं प्रसंस्करण समय संयंत्र सिमुलेशन या विनिर्माण सिमुलेशन में तय किया जाता है यहां हम बाधाओं पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं प्रसंस्करण का समय निश्चित है हम लेआउट को इस तरह से डिजाइन करने के बारे में सोच सकते हैं कि सामग्री का प्रवाह न्यूनतम हो और कुल लिया गया समय कुल हो न्यूनतम समय कम से कम हो इसका मतलब है कि कुल प्रवाह बड़ा होगा इसलिए अगर मैं इस समय को बदल देता हूं और अब मैं समय बढ़ाकर 2 मिनट करता हूं और फिर मैं इस प्रक्रिया को चलाता हूं और मुझे उस थ्रूपुट को देखने का प्रयास करने दें जिससे आप देख सकें कि थ्रूपुट पहले बड़ा था यह अब कम हो गया है क्योंकि प्रसंस्करण समय बढ़ा है यह प्रति दिन 582 टुकड़े और 8 घंटे में 194 टुकड़े है उदाहरण के लिए हमारे पास सेटअप का समय भी हो सकता है उदाहरण के लिए यदि कोई वर्कपीस निर्मित किया जाना है तो प्रसंस्करण में 2 मिनट लगेंगे और सेटअप के लिए 1 मिनट सेटअप के लिए 1 मिनट का अर्थ है उदाहरण के लिए कुछ मिलिंग हो रही है मिलिंग प्रक्रिया में हम क्या करते हैं क्या हम सिर्फ टूल को घुमाते हैं और सामग्री को हटाते हैं यह एक वर्कपीस के लिए सामग्री को हटा रहा है यह 2 मिनट की प्रक्रिया है और 2 मिनट के बाद मशीन बंद हो जाती है इस वर्कपीस को हटा दिया जाता है और एक नया वर्कपीस यहां लाया जाता है जो कच्चा है और यह इस कच्चे एक वर्कपीस पर प्रक्रिया शुरू करेगा अब यह सेटअप यहां 1 मिनट लेता है तो यह सेटअप समय है यह प्रसंस्करण समय है अगर मैं सेटअप समय के लिए भी प्रेरित करता हूं और आवेदन करता हूं आइए देखते हैं कि मेरे थ्रूपुट का क्या होता है अब केवल 1 पंक्ति में मैंने कुछ सेटअप समय रखा है इसलिए थ्रूपुट को और कम कर दिया गया है यहां 197 टुकड़े थे इसलिए यह अब 194 टुकड़े हो गए हैं क्योंकि सेटअप समय अब एक और 1 मिनट लिया जा रहा है इसलिए पंक्ति 1 में मिलिंग प्रक्रिया में कुल समय अब 3 मिनट है यह एक संक्षिप्त परिचय था सॉफ्टवेयर के बारे में प्रमुख या मुख्य वस्तुएं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं मेरे पास आपके लिए अलग अलग लेआउट दिखाने के लिए कुछ उदाहरण हैं और हम जो प्रयोग प्रबंधक भी उपयोग करेंगे हम सिमुलेशन को देखने की कोशिश करेंगे जो हम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं तो यह निरंतर सामग्री प्रवाह है मैं यहां दो लेन ट्रैक का चयन करूंगा ताकि ट्रैफिक सर्कल या सेगमेंट टेबल ट्रैफिक सर्कल मॉडल उठाएं और खोलें तो यह वह मॉडल है जो पहले से चल रहा है मैं सिर्फ वह मॉडल चलाऊंगा जिसे आप देख सकते हैं यह ट्रॉली है जो इस प्रकार से सामग्री ले जा सकती है यह स्रोत हिस्सा है कुछ प्रसंस्करण यहां किया जा रहा है मैं देख सकता हूं कि प्रसंस्करण का समय क्या है यहाँ समय स्थिर है जो 1 मिनट है आप देख सकते हैं कि यह हो रहा है मैं इसे थोड़ा तेज करूंगा नियंत्रण कक्ष और फिर चलाऊंगा यह ट्रॉली चल रही है ट्रॉली लगातार पटरियों के माध्यम से चल रही है यह वास्तव में लगभग 20 गुना तेज है प्रसंस्करण हो रहा है यह 9 मिनट के लिए हो रहा है लेकिन यह रोक नहीं रहा है सेटिंग क्या है क्योंकि कोई अंतिम समय नहीं है इस प्रकार यह अनंत समय तक जारी रहेगा यह एक तरह का एक सेल है एक ओ सेल अब रद्द करें और बंद करें खंड तालिका खुला मॉडल यह सिर्फ एक ट्रैक दिखा रहा है सभी ट्रैक बनाया गया है तो मुझे यूजर इंटरफेस डायनेमिक स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले पैनल या चार्ट ओपन करने दें इस मॉडल में हम चार्ट को देख सकते हैं कि वहां क्या स्थापित हो रहा है इसका कोई अंत समय नहीं है मैं करूंगा अंतिम समय यहां रखें 0 8 0 0 0 0 ठीक लागू करें यह इस मॉडल को चलाने का प्रयास करेगा इसलिए इसमें एक रन है 1 दिन के लिए इकाई बफर वहाँ है इकाई मशीन है यह उसी के समान है इसलिए हम कर सकते हैं यहां चार्ट देखें चार्ट दिखाएं तो केवल एक मशीन के लिए यह चार्ट दिखा रहा है कि यह कुछ अनियोजित नीला रंग है अनियोजित है तो हमने अवरुद्ध पीला कर दिया है फिर हमारे यहां कोई विफलता नहीं है यह काम कर रहा है के बारे में 30 37 प्रतिशत समय के लिए इस प्रतीक्षा समय है तो यह एक और उदाहरण है तो उपकरण और अनुकूलन महत्वपूर्ण हिस्सा प्रयोग प्रबंधक है मैं सिर्फ बफर लाइन अनुकूलन चुनूंगा यह लाइन तुलना खुले मॉडल है इस मॉडल में हमारे पास तीन लाइनें हैं और यह यहाँ दिया गया है कि यह अब है इस पंक्ति में बिना किसी विफलता के थ्रूपुट यह विफलता के साथ थ्रूपुट है विफलता और बफ़र के साथ थ्रूपुट तो बीच में रखा हुआ एक बफर है अगर मैं इसे बड़ा करूं तो यह बफर ठीक है यह एक और बफर है इसलिए मैंने इसके बीच में बफ़र्स को रखा है यह थ्रूपुट है हमें थ्रूपुट को बिना किसी विफलता के देखने की आवश्यकता है एक अन्य पंक्ति में थ्रूपुट है हमने यहां कुछ विफलता दर रखी है यदि मैं विफलता को देखता हूं तो इसमें ९ ० प्रतिशत विफलता है ९ ० प्रतिशत उपलब्धता है यह १० प्रतिशत विफलता है इस मामले में कोई विफलता नहीं है पहले मामले में कोई विफलता नहीं है मुझे इस मॉडल को चलाने की कोशिश करें हां यह मॉडल एक दिन में 8 घंटे चला है किसी भी विफलता के लिए एक दिन में टुकड़ों में 477 के लिए काम नहीं करना विफलता के साथ 347 है लेकिन विफलता है क्योंकि हमने बफ़र्स को बीच में रखा है जो कुछ सामग्री को स्टोर कर सकता है इसलिए यह लगभग 417 है यह भी प्रतिशत दे रहा है अधिकतम थ्रूपुट अधिकतम थ्रूपुट है 477 यह विफलता के साथ है हमारे पास 72 प्रतिशत है लेकिन बफ़र्स के साथ यह अधिकतम मूल्य के थ्रूपुट का 7 प्रतिशत है फिर मैं कुछ इंटरफ़ेस चुन सकता हूं ठीक है मैं फ़ाइल इंटरफ़ेस चुन सकता हूं खुले मॉडल फिर स्रोत में मैं ब्रोकर और एनीमेशन देख सकता हूं इसलिए कैलेंडर कार्यकर्ता को शिफ्ट करें मैं आपको दिखाऊंगा कार्यकर्ता परिचय मॉडल यह कार्यकर्ता परिचय मॉडल है इस मामले में आप देख सकते हैं कि श्रमिकों को केवल मशीन में पेश किया जाता है और यदि हम इसे चलाते हैं मुझे इसकी थोड़ी धीमी बनाने की कोशिश करें अब लागू करें आप देख सकते हैं कि श्रमिक चल रहे थे दो श्रमिक एक कार्यकर्ता यहां काम कर रहा है और दूसरा श्रमिक यहां है मैं काम पूल में काम पूल नियंत्रण प्रवेश संयंत्र में यहां श्रमिकों की संख्या देख सकता हूं मैं देख सकता हूं कि श्रमिकों की संख्या यहां दो हैं और काम पूल है और दलाल वहां है दलाल विभिन्न श्रमिकों को काम वितरित करने की कोशिश कर रहा है यह एक उदाहरण है तो मुझे प्रमुख सिमुलेशन चीज़ पर आने दो जो कि प्रयोग प्रबंधक उपकरण और अनुकूलन प्रयोग प्रबंधक है यह उन मॉडलों में से एक है जिनका हमारे पास प्रयोग प्रबंधक है यह प्रयोग प्रबंधक अनुकरण दिखा सकता है यदि मैं इस मॉडल को उदाहरण परिभाषा और मूल्यांकन के लिए इस प्रयोग प्रबंधक को खोलने के लिए चलाता हूं तो परिभाषा में हमने वर्कस्टेशन हिस्से के आउटपुट मूल्य आउटपुट मूल्य को परिभाषित किया है असफल भाग शुरू करें यह काम कर रहा है और विफल रहा है तो हमें किस आउटपुट की आवश्यकता है और हमारे पास कौन से इनपुट हैं इनपुट रूट डिलीवरी और मरम्मत का समय है अगर मैं इस मॉडल को चलाता हूं तो मैं उन प्रयोगों को परिभाषित कर सकता हूं जो 100 भागों की संख्या के लिए हैं जिनकी मरम्मत के लिए औसत समय 5 से 10 15 फिर 5 10 15 है यह 100 भागों के लिए है यह 200 भागों के लिए है इसलिए यदि मैं इस प्रयोग प्रबंधक को चलाता हूं तो ये प्रयोग चलेंगे मुझे परिणाम देखने के लिए 8 घंटे तक चलने की कोशिश करनी चाहिए इसने परिणाम के समय विफलता को दिखाया है यदि इसे 5 रखा गया है तो यह इस समय की संख्या के लिए काम कर रहा है यह इस समय की संख्या के लिए विफल है 100 के सिमुलेशन के लिए यह 200 भागों के लिए है इसलिए इसमें आठ प्रयोग किए गए हैं इसलिए मैं रिपोर्ट को यहां भी देख सकता हूं प्रयोगों में यह क्या लिया जाता है इसने प्रयोग नंबर एक में अलग अलग यादृच्छिक संख्याएँ ली हैं अलग अलग संख्याएँ यादृच्छिक संख्याएँ हैं प्रयोग संख्याएँ दो भिन्न संख्याएँ हैं प्रयोग नंबर एक क्या है यह यहाँ दिया गया था आउटपुट मान इस परिणाम में हैं प्रयोग नंबर एक माध्य के साथ 100 भाग है 5 मिनट के रूप में मरम्मत का समय प्रयोग नंबर दो 10 मिनट की मरम्मत के लिए औसत समय के साथ 100 भाग है यह इस प्रयोग को यहां दिखा रहा है हमारे पास सभी प्रकार के डिज़ाइन हो सकते हैं फिर नियम हमने परिभाषित नहीं किया है कोई भी नियम आधारित सेटिंग भी किया जा सकता है यह वैसा ही है जैसे अगर हम सिमुलेशन के विस्तार पर जाएं तो ये चीजें संभव हैं अब लेआउट ऑप्टिमाइज़ेशन फ़ैक्टरी ऑप्टिमाइज़ेशन फ़ैक्टरी लेआउट वहाँ है यह एक फ़ैक्टरी है और हमने यहाँ विभिन्न प्रकार के कनेक्शन बनाए हैं लेआउट ऑप्टिमाइज़ेशन किया जा सकता है कि किस मशीन को रखें तो समग्र क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं तो अधिकतम थ्रूपुट क्या होगा तो यह ये मॉडल हो सकते हैं हम भी इन चीजों के माध्यम से यहां अनुकूलन का पता लगा सकते हैं एक अन्य मॉडल जिसे मैं यहां ले सकता हूं वह है सामग्री प्रवाह दो लेन ट्रैक दूरी नियंत्रण सेंसर सेंसर ऐसे हैं जैसे हमें उदाहरण के लिए अगर हमें किसी बिंदु पर तेजी लाने की आवश्यकता है या हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता है या हमें सही निर्णय प्रकाश डालने की आवश्यकता है और जैसे हम इस मॉडल को खोलते हैं यह एक ब्रेक और गति मॉडल है मैंने इस पद्धति को परिभाषित किया है अगर मैं इस मॉडल को चलाने की कोशिश करता हूं तो पहले मुझे इवेंट सिम्युलेटर देखने दें लेकिन यह देखने के लिए कि क्या यह चलता है कि आप देख सकते हैं कि यह ब्रेक के बाद टूट रहा है यह गति के बाद बस धीमा हो जाएगा यह गति है यह गति इस बिंदु पर ब्रेक लागू होगा यह तेजी लाएगा अब ब्रेक लागू होगा यह एक मोड़ गति लेगा यह इस बिंदु से गति देगा यह एक तरह की इकाई है यहाँ इस कार की हमारे पास एक तरह की इकाई है एक और इकाई है जो कार के रूप में है नाम ऑटो सॉर्टर है यह लगातार भौतिक प्रवाह में सेंसर द्वारा किया गया था इसमें उनके कई मॉडल हैं मैं बस बेतरतीब ढंग से कुछ उपकरण और अनुकूलन उठाऊंगा मैं प्रयोग प्रबंधक चुन सकता हूं फिर मैं एक प्रयोग प्रबंधक को और अधिक विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा मुझे ट्रांसफर स्टेशन के साथ कुछ लेने दें मेरा यहां एक प्रदर्शन मॉडल है ट्रांसफर स्टेशन एक सेल है यह ओ 1 सेल है यह एक और ट्रैक है यहां दो तरह से ट्रैक है ट्रांसफर स्टेशन यह इस सेल से सामग्री को इस ट्रैक पर स्थानांतरित कर देगा मुझे इवेंट सिम्युलेटर देखने की कोशिश करें यहां आप ट्रॉली या कंटेनर देख सकते हैं कंटेनर आ रहा है इस समानांतर प्रक्रिया में कुछ मशीनिंग हो रही है आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ प्रक्रिया के क्या मानक हैं यह एक समानांतर प्रक्रिया है जिसमें 2 2 4 प्रक्रियाएँ होती हैं और समय फिर से डिफ़ॉल्ट समय है जो 1 मिनट है इस स्रोत से यह ट्रांसफर स्टेशन में आता है जब हमें ट्रांसफर स्टेशन दिखाई देता है तो हमें ट्रांसफर स्टेशन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है यह लोड में स्थानांतरित हो जाएगा यह बस उस प्रक्रिया को लोड करेगा जो इसे जुड़ा हुआ है समानांतर प्रक्रिया से पथ कनेक्ट करें हमें केवल नाम डालने की आवश्यकता है यह भाग को समानांतर प्रक्रिया से उठाएगा फिर यह भागों को लक्षित या परिवहन करेगा कोई संबंधक नहीं है जिसके बीच में हमें पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी प्रक्रिया का उल्लेख करने की आवश्यकता है सेंसर की स्थिति यह है ये सभी इसलिए हम लोड अनलोड पुनः लोड का चयन कर सकते हैं इसलिए यह भागों को लोड कर रहा है इन सभी विशेषताओं की उपलब्धता 100 प्रतिशत है हम इसका चयन कर सकते हैं मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा और मुझे सिमुलेशन चलाने की कोशिश करने दूंगा इसलिए ये कंटेनर चल रहे हैं यहां कुछ प्रसंस्करण हो रहा है इसमें 1 मिनट लगेगा इसलिए ट्रांसफर स्टेशन इस कंटेनर में हिस्सा स्थानांतरित कर देगा तो यह कंटेनर यहाँ और इस पर आ रहा है ट्रांसफर स्टेशन यह इस लाइन 123 से एक ट्रैक के हिस्से को जोड़ रहा है अगर मैं इसके गुणों को देखता हूं तो यह एक लाइन को ट्रैक बनाता है इस ट्रैक का नाम केवल ट्रैक है एक अन्य ट्रांसफर स्टेशन है एक स्रोत ट्रांसपोर्टर और साथ ही किस स्रोत में है जो किसी अन्य फ्रेम या कुछ अन्य उपयोगकर्ता इंटरफेस से सामग्री को परिवहन करने की कोशिश कर रहा है वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा है यह उन वस्तुओं में से एक है जिसका उपयोग किया जा सकता है इसलिए इसे ट्रांसफर स्टेशन कहा जाता है आवेदन करने के बाद कुछ उदाहरण हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं कि यह देखने के लिए कि ये चीजें कैसे होती हैं मैं सिर्फ स्टार्ट पेज फिर से खोलूंगा और इस फैक्ट्री सिमुलेशन को खोलने की कोशिश करूंगा जो हमने पहले बनाया था यह तेजी से विनिर्माण के लिए एक कारखाना है इस कारखाने में हम अलग अलग वर्गों है यह विशेष रूप से Additive Manufacturing Section है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से पहले सीएनसी हीट ट्रीटमेंट है यहां कुछ डिजाइन या सीएडी हो सकते हैं जो फैक्ट्री में हो सकते हैं या शायद यह एक कंट्रोल ऑटो फैक्ट्री है वहां यह एक तरह का प्रोसेस लेआउट है अब कारखानों में से एक Additive Manufacturing है आप इस पूल को यहाँ देख सकते हैं जो 3D प्रिंटर काम कर रहे हैं और केवल एक कर्मचारी मशीनों को सेट करने की कोशिश कर रहा है फिर मशीनें अपने आप से स्वचालित काम कर रही हैं या श्रमिक बस कुछ समय बिता रहे हैं इस सेट पर तो यह कारखाना है जो सीमेंस द्वारा दिया गया है वे श्रमिक हैं जो यहां विभिन्न मशीनों पर काम कर रहे हैं और कुछ मशीनों के लिए सीएडी मॉडल को सीधे बाहर से नियंत्रित किया जाता है हो सकता है कि WIFI शायद का उपयोग करके आधारित विनिर्माण बंद कर दिया जाए मेरे पास यहाँ एक कारखाना है यह एक काल्पनिक कारखाना है जिसमें हमारी अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं यहाँ ये एकल प्रक्रियाएँ हैं अगर मैं इस पर नाम रखूँ तो यह एकल प्रक्रिया 1 एकल प्रक्रिया 2 एकल प्रक्रिया 3 सही है और फिर हमारे पास निर्देश है और पैकेजिंग इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी पंक्ति है जो आपके पास एकल प्रक्रिया और निरीक्षण और परीक्षण है तो इन प्रक्रियाओं को मैंने क्या रखा है यह चयनात्मक लेजर सिंटरिंग है सबसे पहले हमें लगता है कि यह धातु उत्पादों या धातु Additive विनिर्माण की Sintering है यहां चयनात्मक लेजर सिंटरिंग है और यहां दूसरी प्रक्रिया सीएनसी प्रक्रिया है अर्थात पोस्ट प्रोसेसिंग यहां हो रही है इसके बाद हमारे पास हीट ट्रीटमेंट और अंतिम निरीक्षण और पैकेजिंग पर है हम सीएडी मॉडल के बाद बात कर रहे हैं एसटीएल फ़ाइल सीएडी मॉडल से प्राप्त की जाती है और एसएलएस एक चयनात्मक लेजर सिंटरिंग हुई है यह एक लाइन है एक तरह की फ्लो लाइन जिस पर काम करने के लिए एक बड़ा बैच होता है मशीनें स्वचालित हैं उनके पास श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं वहां काम पूल है जहां श्रमिकों को नियंत्रित किया जा रहा है यह दूसरी पंक्ति है जिसमें फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या 3 डी प्रिंटिंग है और यह दूसरी पंक्ति कुछ अनुकूलित उत्पादों या विशेष रूप से ऑर्डर किए गए उत्पादों या नौकरियों या उत्पादन के लिए बनाई गई है जिसे हम कह सकते हैं नौकरियों या उत्पादन में केवल एक नौकरी आती है हम नहीं जानते कि आकार क्या होगा और क्या समय लगेगा तो दूसरी प्रक्रिया के लिए परिवर्तनशीलता अधिक होगी आइए हम यह दिखाने की कोशिश करें कि एक्सपेरिमेंट मैनेजर कैसे काम करता है प्रयोग में प्रबंधक 50 अवलोकनों वाले प्रत्येक में 25 प्रयोग करेगा तो यहाँ इनपुट चर क्या हैं इनपुट चर इस चयनात्मक लेजर सिंटरिंग प्रसंस्करण समय हैं एक सिंटरिंग सेटअप समय फिर सीएनसी प्रसंस्करण समय सीएनसी सेटअप समय और फिर तीसरी प्रक्रिया जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग समय और सेटअप समय है फिर पैकेजिंग सिर्फ प्रसंस्करण समय है और फिर दूसरी पंक्ति है 8 9 10 अंक दूसरी पंक्ति के लिए हैं जो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या 3 डी प्रिंटिंग है यह प्रसंस्करण समय सेटअप समय और पैकेजिंग समय और इनपुट यहां हैं ये समय क्या हैं आइए देखते हैं ये समय वितरण को यहां स्थिर रखा जाता है यह लगातार भंग होता है इस समय अलग अलग सेटअप समय आदि हैं ये समय आमतौर पर सिमुलेशन में डालने से पहले मनाया जाता है कुछ पायलट प्रयोग किए जाते हैं और उन समय को यहां रखा जाता है और उन समयों का उपयोग यथार्थवादी वातावरण की भावना रखने के लिए अनुकरण करने के लिए किया जाता है जब हमारे पास एक लंबा रन होगा तो ये एकल प्रक्रिया एक के लिए समय हैं चयनात्मक लेजर सिंटरिंग एफबीएम के लिए समय लगभग 70 मिनट है और यह सेटअप समय है यह लगातार वितरण को स्थिर रखा जाता है वितरण का चयन प्रक्रिया के आधार पर एक तरह से किया जा सकता है जिसे हमने चुना है जैसा कि मैंने चयनात्मक लेजर सिंटरिंग के मामले में कहा है क्योंकि मैंने पहली लाइन एक बड़े बैच के रूप में ली है हम जान सकते हैं कि समय के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूशन चुन सकते हैं उन वितरणों को लगाने के बाद ये इनपुट चर हैं जो मैंने अभी दिखाया ये प्रयोग हैं विभिन्न प्रयोग 25 प्रयोग किए जाएंगे चुनिंदा लेजर सिंटरिंग सेटअप और सीएनसी के लिए प्रसंस्करण समय और प्रसंस्करण समय के लिए कुल 25 प्रयोग समय इन सभी समयों को यहां रखा गया है 25 प्रयोगों के लिए और प्रत्येक प्रयोग के लिए हमने प्रति प्रयोग अवलोकन रखा है इसका मतलब है प्रत्येक प्रयोग को 50 बार दोहराया जाएगा और यह एक प्रयोग के लिए एक परिणाम देगा जो मैं एक दिन पर विचार कर सकता हूं इसलिए मैंने इस समय को 8 घंटे के दिन के रूप में यहां रखा है तो एक प्रयोग 8 घंटे के लिए 50 बार चलेगा इसका मतलब है कुल प्रयोग जो 25 किए जाएंगे वे 50 में 50 यानी 1250 प्रयोग होंगे एक ही दिन के लिए 25 प्रयोग किए जाएंगे आइए हम इस सिमुलेशन को चलाने की कोशिश करें और आने वाले परिणामों को देखें आप देख सकते हैं यह वर्तमान प्रयोग है यह 6 वां प्रयोग 7 वां प्रयोग है 8 वें प्रयोग के लिए अवलोकन ये अवलोकन हैं 50 अवलोकन होगा का आयोजन किया यह भी दिखाएगा कि इस सिमुलेशन के संचालन में कितना समय लगा है यह एक बहुत छोटा और परिकल्पित अनुकरण है जब हम वास्तविक सिमुलेशन पूरे कारखाने का संचालन करते हैं तो मापदंडों की संख्या निर्धारित की जाती है लेकिन यह समाप्त हो गया है इस सिमुलेशन के लिए कुल चलने का समय 38 सेकंड था परिणाम यहाँ हैं मैंने इसे एक डिफ़ॉल्ट में रखा है कि हमें यहां एक रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है हालांकि यह रिपोर्ट है कि उन्होंने उत्पादन किया है मॉडल यह एक है तो ये इकाइयां हैं जो आगे बढ़ रही हैं यह उस समय का अवलोकन है जिसे हमने यहां रखा है ये प्रयोगों के लिए मूल्य हैं ब्याज के आउटपुट मान आप देख सकते हैं कि यह लाइन 2 थ्रूपुट लाइन 2 आउटपुट के लिए आउटपुट है तो चलिए पहले हम आपको लाइन वालों के लिए आउटपुट दिखाते हैं इस विंडो में आप देख सकते हैं हम परिणाम प्रकाशित कर सकते हैं हमें किस चर का उत्पादन करने की आवश्यकता है हम कहें कि थ्रूपुट रेखा 1 पहली थ्रूपुट रेखा 1 थ्रूपुट रेखा 1 ऐसी है आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने थ्रूपुट लाइन 1 में कहा था हमने परिवर्तनशीलता को बहुत अधिक नहीं रखा है यहां औसत मूल्य 170 के आसपास है और मानक विचलन लगभग 45 या 5 है इसलिए जो औसत मूल्य का लगभग 2 से 25 प्रतिशत है यह लाइन 1 के मामले में स्थिर परिवर्तनशीलता है हमारे पास विभिन्न मशीनें हैं आप प्रयोग नंबर 5 के मामले में कह सकते हैं कि यह बॉक्स प्लॉट हैं जो निर्मित हैं इस बॉक्स प्लॉट में आप देख सकते हैं कि निचला व्हिस्कर बहुत कम आ रहा है बॉक्स प्लॉट कुछ ऐसा है जिसमें हमारे पास यह बिंदु माध्यिका के रूप में है यह मध्यमा है यह चतुर्थक 1 है और यह चतुर्थक 2 है और यह यहां चतुर्थक 3 है यह यथार्थवादी स्थिति को दोहराने की कोशिश कर रहा है यथार्थवादी परिस्थितियों में कभी कभी यह एक दिन में बहुत कम संख्या में इकाइयों का उत्पादन कर सकता है दिन 5 में शायद प्रयोग संख्या 5 इस एक बॉक्स प्लॉट का मतलब है कुल 25 दिनों में 50 अवलोकन लेकिन 25 प्रयोग किए जाते हैं एक ब्लॉक प्लॉट 50 अवलोकन है 50 टिप्पणियों में से यह मध्यिका है यह अधिकतम मूल्य का है और यह न्यूनतम मूल्य है यह पंक्ति 1 है आइए हम पंक्ति 2 के लिए रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करते हैं इसलिए विस्तृत परिणाम भी तैयार किए जा सकते हैं अब केवल चर रेखा 2 को चुनें और उन्हें दिखाने के लिए कहें पंक्ति 2 में आप देख सकते हैं कि परिवर्तनशीलता काफी अधिक है इसका कारण यह है कि नंबर एक उन इकाइयों की संख्या है जो उत्पादित होती हैं केवल 14 यहां औसत है 10 से 19 टुकड़े उत्पन्न होते हैं और औसत 14 के आसपास होता है इन 14 इकाइयों में से मानक विचलन लगभग 15 है 14 इकाइयों में से 15 लगभग 10 या 11 प्रतिशत है हम लाइन 1 में देखे गए की तुलना में यह थोड़ी अधिक परिवर्तनशीलता है यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास नौकरी की दुकान का उत्पादन है जैसा मैंने कहा था उत्पाद आ रहे हैं अगर हम नहीं जानते हैं हम जो विशिष्ट उत्पाद बनाने जा रहे हैं वह क्या समय लेगा इसलिए परिवर्तनशीलता काफी अधिक है यह जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शंस का अनुकरण कर रहा है इस सिमुलेशन के लिए शुरुआती बिंदु श्रमिकों की संख्या का चयन था आप देख सकते हैं कि 4 श्रमिक हैं जिन्हें अंततः चुना गया था शुरुआती बिंदु वास्तव में अन्य श्रमिक थे 6 श्रमिकों का मतलब है एक प्रक्रिया में एक कार्यकर्ता है एक कार्यकर्ता के लिए कुल 6 प्रक्रियाएँ हैं जिन्हें आप 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं यह मान लिया गया था कि प्रत्येक कार्यकर्ता के पास समान कौशल सेट है वे किसी भी मशीन पर काम कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग यह वास्तविक मामला नहीं है आमतौर पर जब हम एडिटिव विनिर्माण के बारे में बात करते हैं श्रमिकों के पास अलग अलग कौशल सेट हो सकते हैं लेकिन आपके लिए सिमुलेशन को सरल बनाने के लिए यह यहां किया जाता है और गति या पैदल चलने वाले श्रमिकों को 80 मीटर प्रति मिनट के रूप में रखा जाता है जो कि मानक है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिया जाता है ILO जो उन बातों में से एक है जिसे यहां ध्यान में रखा गया है यह भी परिवर्तनशीलता है जो कुल उपलब्धता है यहां होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया के लिए 95 प्रतिशत लिया जाता है जो मैं आपको यहां दिखा सकता हूं मुझे दिखाओ कि आप विफलताओं को देख सकते हैं कि 95 प्रतिशत उपलब्धता है उन चीजों को हमने यहां रखा है और हमने एक कारखाना प्राप्त करने की कोशिश की है जो सामान का उत्पादन कर रहा है और रिपोर्ट में कुल थ्रूपुट दिखाया गया है जैसा कि हमने देखा है इसलिए श्रमिकों के लिए शुरुआती परिदृश्य एक श्रमिक उत्पादकता और कुल 6 श्रमिक थे और यह था इसी तरह के थ्रूपुट पाए जाते हैं जो 4 श्रमिकों के लिए भी संभव है लेकिन यह 5 और 6 श्रमिकों के लिए बिल्कुल समान नहीं था थ्रूपुट पूरी तरह से समान था लेकिन 4 श्रमिकों के लिए यह 5 से थोड़ा कम था लेकिन यह स्वीकार्य था लाइन 1 के लिए यह कुछ ऐसा था अगर मैं कहता हूं कि कार्यकर्ता 1 2 3 4 5 और 6 है और यह एक थ्रूपुट है तो मैं यहां 170 कहता हूं और यह नीचे आ रहा है यह कथानक कुछ इस तरह से आया था जब तक कि 4 मजदूर 1 2 3 4 तक यह 4 से 5 तक भी था संक्रमण था 5 से 6 तक यह बिल्कुल समान था 5 श्रमिकों का चयन करना पहला विकल्प था लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव था इस छोटी सी वृद्धि या इकाइयों के उत्पादन में छोटे सुधार के रूप में उन उत्पादित कर रहे हैं लेकिन वहाँ हमेशा एक व्यापार है चाहे कार्यकर्ता भुगतान किया गया था इकाइयों की संख्या जो उत्पादन कर रहे थे लाभ जो हम उनसे प्राप्त करते हैं वह अधिक है इन पर निर्भर करते हुए हम देख सकते हैं कि चार या पाँच श्रमिकों का चयन करना है लेकिन हाँ 5 और 6 में से 5 श्रमिकों का चयन किया गया था थ्रूपुट के लिए मुझे यह दिखाना होगा कि चार्ट कैसे उपयोग की तरह दिखते हैं मुझे दिखाने दें नहीं कर पाया यह एक चार्ट है जिसे विकसित किया गया है केवल हरा रंग यहां काम करने के समय को दर्शाता है हम सेटिंग समय की अनदेखी नहीं कर सकते काम करने का समय है जब मशीन वास्तव में काम कर रही है और ब्लॉक समय जिस पर काम किया जा सकता है प्रतीक्षा समय पर काम किया जा सकता है अब यहाँ अवरुद्ध करने का अर्थ है कि यह इस समय के लिए अवरुद्ध है हम कहते हैं कि यह समय 65 से 97 के बीच कुछ प्रतिशत है 22 प्रतिशत समय के लिए एकल प्रक्रिया 1 जो चयनात्मक लेजर सिंटरिंग अवरुद्ध है इसका मतलब है कि पोस्ट प्रॉसेसिंग की क्रमिक मशीन में अधिक समय लग रहा है और यह मशीन अपने ओ टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा कर रही है जिसे निर्मित किया जाना है फिर अगली मशीन पर शिफ्ट करना है लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम टुकड़ों को संग्रहीत करने के लिए बीच में एक बफर डाल सकते हैं या हमारे पास एक और पोस्ट प्रोसेसिंग मशीन हो सकती है जो कि सीएनसी मशीन हमें क्या चाहिए कुल निवेश क्या है जिसे हमें बनाने की आवश्यकता है हमें केवल थ्रूपुट को अधिकतम करने की आवश्यकता है नंबर 1 थ्रूपुट और लागत पर आधारित है जिससे हमें कुल लाभ प्राप्त होता है समग्र उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है यह हमने लागत के रूप में अच्छी तरह से चर्चा की है यह ब्रेकेवन बिंदु है जो भी मापदंड हमें पहले के ब्रेकवेन बिंदु देता है और हमें बेहतर लाभ मिलता है जिसे ध्यान में रखा जाता है यह प्लांट सिमुलेशन 10 है हमने चर्चा की है और किसी भी सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके फैक्ट्री डिज़ाइन को कैसे सिम्युलेट किया जा सकता है वे ऐसा करने में सक्षम हैं हमने जिन सॉफ्टवेयर्स पर चर्चा की है उनमें से एक और कोर्स में मेरा हिस्सा खत्म हो चुका है प्रोफेसर रामकुमार एक और व्याख्यान देंगे जिसमें वे 3 के तेजी से निर्माण पर केस अध्ययन करेंगे विभिन्न क्षेत्रों पर विशिष्ट केस स्टडी 3 उन क्षेत्रों को हमारे चिकित्सा विज्ञान में ले जाया जाता है नंबर 2 एयरोस्पेस में ऑटोमोबाइल है और फिर हम पाठ्यक्रम का समापन करेंगे धन्यवाद पाठ्यक्रम में बने रहने के लिए किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार होने के लिए बस उन नोट्स का पालन करें जिन्हें हमने दिया है और उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करें जिनका संदर्भ अलग अलग प्रस्तुतियों में दिया गया है और पाठ्यक्रम होम पेज बहुत बहुत धन्यवाद